हमने तीन फेज़ abc AC सिग्नल्स से αβ AC सिग्नल्स पर चर्चा की है और हमने αβ को बदलने की भी चर्चा की है जो कि dq डोमेन dq DC सिग्नल्स के लिए दो फेज़ AC सिग्नल्स हैं अब हमें विपरीत दिशा में बदलने में सक्षम होना चाहिए dq से αβ αβ से abc इसलिए हम उस विपरीत परिवर्तन को देखेंगे तो पहले देखते हैं कि dq से αβ कैसे जाना है अर्थात DC डोमेन से दो फेज़ AC डोमेन में हम जानते हैं कि αβ निर्देशांक में एक वेक्टर dq निर्देशांक प्रणाली में वेक्टर द्वारा दिया जाता है जो एक परिवर्तन कारक ej𝜌 द्वारा गुणा किया जाता है जहां 𝜌 αβ निर्देशांक प्रणाली और dq निर्देशांक प्रणाली के बीच कोण होता है इसे rd jrq cos 𝜌 j sin𝜌 के रूप में विस्तारित किया जा सकता है और इसे आगे विस्तारित करने पर आपके पास rdcos𝜌 rqsin𝜌 है यह वास्तविक भाग और काल्पनिक हिस्सा rd sin𝜌 rq cos𝜌 होगा तो यह rα का निरूपण करेगा यह rβ का निरूपण करेगा और आप rα jrβ कह सकते हैं और इसलिए मैट्रिक्स रूप में मैं लिख सकता हूं rα rβ निम्नानुसार है और rd cos𝜌 इसलिए cos𝜌 आएगा दूसरे शब्द के लिए माइनस sin𝜌 आएगा यहाँ rβ के लिए मैं sin𝜌 और cos𝜌 डालूंगा और वेक्टर इनपुट वेक्टर में rd rq डालें इसलिए rd rq को जानकर मैं इस परिवर्तन मैट्रिक्स का उपयोग करके rα rβ प्राप्त कर सकता हूं तो यह आपको αβ निर्देशांक प्रणाली में वेक्टर निरूपण प्रदान करेगा जो dq निर्देशांक प्रणाली में वेक्टर निरूपण को जानता है आप इसकी कल्पना कर सकते हैं मुझे दो निर्देशांक प्रणाली आकर्षित करने दें αβ निर्देशांक प्रणाली इस तरह से यह α है और β है और मैं dq अक्ष को भी खींचूंगा यह d है और ऑर्थोगनल q है अब dq निर्देशांक प्रणाली को αβ निर्देशांक प्रणाली से एक कोण ρ से विस्थापित किया जाता है यह ρ एक बदलता हुआ ρ हो सकता है मान लें कि यह ρ ωt पर 50 हर्ट्ज़ आवृत्ति पर बदल रहा है अब विचार करें कि मेरे पास दो वेक्टर हैं एक rd d अक्ष के साथ दिखाया गया है और एक और rq q अक्ष के साथ दिखाया गया है अब इन दो वेक्टर rd और rq की रचना की जा सकती है और आपको इस अंदाज में परिणाम मिलेगा अब इस परिणाम को विच्छिन्न किया जा सकता है αβ निर्देशांक अक्षों के साथ हल किया जा सकता है इसलिए यदि आप इसे α अक्ष के साथ हल करते हैं तो परिणाम को α अक्ष पर प्रोजेक्ट करें आपको rα मिलेगा इसे β अक्ष के साथ प्रोजेक्ट करें आपको rβ मिलेगा तो यह rα rβ वही है जिसे हम आउटपुट के रूप में चाहते हैं जब इनपुट rd और rq हैं तो इस परिवर्तन ने यह किया है rd और rq इनपुट है इनको जानकर हम इस परिवर्तन का उपयोग करेंगे और rα और rβका पता लगाएंगे इसके लिए dq निर्देशांक प्रणाली और αβ निर्देशांक प्रणाली के बीच के कोण ρ का पता होना चाहिए अब हम चर्चा करते हैं कि हम एक वेक्टर को αβ निर्देशांक से तीन फेज़ abc निर्देशांक प्रणाली में कैसे परिवर्तित करते हैं अब हम चित्रात्मक माध्यमों से चलते हैं यह समझना आसान है हम इन दो ओर्थोगोनल अक्षों α अक्ष और β अक्ष को बनाते हैं मैं a b c निर्देशांक अक्षों को भी बनाऊंगा 3 अक्ष जो 1200 से विस्थापित हैं तो यह α अक्ष के अनुरूप a अक्ष है यह b अक्ष है यह c अक्ष है तो b अक्ष a अक्ष से 1200 या 2π3 से विस्थापित है c अक्ष a अक्ष से 4π3 या 2400 से विस्थापित है अब एक स्वेच्छित वेक्टर लेते हैं और यह वेक्टर हमें इसे αβ निर्देशांक के आसपास हल करने दें और आपके पास यहां α और β है जैसा कि दिखाया गया है अब हम इस वेक्टर को rα rβ कहते हैं अब इन वेक्टर्स को a b c निर्देशांक प्रणाली में बदलना होगा और इन्हें ra rb और rc वेक्टर में बदलना होगा वेक्टर जो इन तीनों अक्षों के साथ हैं तो आप rα rβ को ra rb rc में कैसे स्थानांतरित करते हैं तो अब हम पहले ra लेते हैं ra a अक्ष के साथ एक वेक्टर है अब rβ और rα के क्या घटक हैं जो a अक्ष के साथ वेक्टर में योगदान दे रहे हैं rα पूरी तरह से योगदान दे रहा है क्योंकि α और a संरेखित हैं β अक्ष α अक्ष के लिए ऑर्थोगोनल है और इसलिए a अक्ष के लिए ऑर्थोगोनल है a अक्ष के साथ rβ का कोई घटक नहीं है इसलिए यह 0 है इसलिए β का घटक 0 है इसलिए ra बराबर rα है अब b अक्ष के साथ घटक क्या है rb अब b अक्ष के साथ rα घटक अब हम कहते है की आप rα को b अक्ष पर प्रोजेक्ट करते हैं तो यह b अक्ष पर प्रोजेक्टेड मान होगा अब यह घटक यहाँ जैसा कि मैं कर्सर में दिखा रहा हूँ b अक्ष पर rα द्वारा योगदान घटक होगा जो b अक्ष पर इसके प्रोजेक्शन द्वारा आएगा यह b अक्ष के नेगेटिव भाग पर पड़ रहा है अब यह कोण 600 है यह 600 कैसे है आप देखते हैं कि हम जानते हैं कि b को a अक्ष से विस्थापित किया गया है यह कोण 1200 है इसलिए शेष कोण 600 होगा इसलिए मैं कह सकता हूं rα माइनस का योगदान क्योंकि यह माइनस अक्ष पर है rα cosπ3 या cos है अब अगर हम rβ लेते हैं rβ b अक्ष पर लम्बवत बनाइये इसलिए यह घटक b अक्ष पर rβ घटक का प्रोजेक्शन होगा यह पॉजिटिव पक्ष पर है इसलिए आप rβ लिख सकते हैं और यह कोण 300 है क्योंकि यह है यह कुल मिलाकर 1200 है a अक्ष से b अक्ष β 900 पर है इसलिए यह 300 होगा इसलिए यह cosπ6 है तो rα cos π3 12 cosπ3 √32 है अब rc rc वेक्टर क्या है तो आइए हम rα के प्रोजेक्शन को c अक्ष पर ले जाते हैं इसलिए यह घटक है और यह कोण 600 है इसलिए rα cos π3 अब यह c अक्ष के नेगेटिव भाग पर गिर रहा है इसलिए माइनस है फिर c अक्ष पर rβ का प्रोजेक्शन यह rβ घटक है और जो फिर से अक्ष के नेगेटिव पर गिर रहा है rβ cos π6 क्योंकि यह भाग 300 है तो अब जब आप cos π3 और cos π6 के लिए मान रखते हैं तो हमारे पास rα 12 rβ √3 2 आता है अब एक और महत्वपूर्ण बात है जिसे आपको जानना है उसे याद रखें जब हमने रूपांतरण किया जब हमने abc से αβ में वेक्टर को बदल दिया और जब a b c का एम्पलीट्यूड हम कहते हैं कि यूनिट एम्पलीट्यूड होता है तो साइन वेव्स 3 1200 फेज़ मे स्थानांतरित की गई साइन वेव्स ra rb rc जिनका यूनिट एम्पलीट्यूड है तो इसके परिणामस्वरूप αβ डोमेन में एम्पलीट्यूड 32 था इसलिए हमें यह करना होगा कि जब आप विपरीत परिवर्तन करते हैं जब आप αβ डोमेन में 1 मान रखते हैं तो यह a b c डोमेन में 23 होगा तो उस सुधार को करने के लिए आप प्रत्येक वेक्टर को 23 से गुणा कर सकते हैं क्योंकि अब rα यदि यह 1 एम्पलीट्यूड का है तो इसे 23 से गुणा किया जाता है इसलिए उनमें से प्रत्येक को 32 के कारक मे लाने के लिए 23 से गुणा किया जाता है 32 का वह कारक जो बीजीय जोड़ के कारण abc से αβ डोमेन में परिवर्तित होने पर अंदर आता है एक यूनिट साइन αβ निर्देशांक प्रणाली में 32 एम्पलीट्यूड का साइन बन जाएगा इसी तरह जब हम प्रतिलोम परिवर्तन करते हैं तो αβ निर्देशांक प्रणाली में एक यूनिट साइन a b c निर्देशांक प्रणाली में एम्पलीट्यूड का 23 गुना हो जाएगा तो अब जब आप इसे मैट्रिक्स रूप में रखते हैं तो मुझे क्या चाहिए ra rb rc और परिवर्तन मैट्रिक्स क्या है आप इसे देख सकते हैं अब rα गुणा 23 इसलिए मैं 23 डालूंगा rβ घटक 0 है अब 12 गुणा 23 13 होगा और √32 गुणा 23 1√3 होगा यह 13 और 1√3 होगा तो यह αβ से गुणा किया जाता है इसलिए यह αβ निर्देशांक में एक वेक्टर को परिवर्तित करने के लिए हमारा परिवर्तन मैट्रिक्स होगा हल किए गए घटक rα और rβ को इस परिवर्तन मैट्रिक्स से तीन फेज़ AC राशि ra rb rc में परिवर्तित किया जा सकता है तो अब संक्षेप में हम कह सकते हैं पहले हम जानते हैं कि abc से αβ में परिवर्तन कैसे करना है abc 3 फेज़ साइन है αβ दो फेज़ AC वेव शेप है तो तीन फेज़ AC से दो फेज़ AC में परिवर्तन के लिए अगला αβ से dq तो हम क्या करे αβ दो फेज़ AC है dq वेक्टर के साथ फेज़ में रखते हुए वेक्टर के साथ घूम रहा है इसलिए dq निर्देशांक प्रणाली पर प्रोजेक्टेड वेक्टर DC दिखाई देंगे तो यह दो फेज़ DC डोमेन बन जाता है तो यह आगे का परिवर्तन है हमारे पास रिवर्स परिवर्तन भी हो सकता हैdq से αβ dq से αβ में dq निर्देशांक प्रणाली में DC राशि को αβ निर्देशांक प्रणाली में दो फेज़ AC राशि में परिवर्तित किया जाता है तो यह दो फेज़ DC से दो फेज़ AC परिवर्तन है अब चौथा αβ से abc तक है यही हमने आखिरी बार किया था αβ दो फेज़ AC से तीन फेज़ AC इसलिए यदि आप वेरिएबल्स सिग्नल्स का एक सेट लेते हैं तो हम कहते हैं कि साइनुसॉइडल सिग्नल 3 फेज़ साइनुसॉइडल सिग्नल 120 डिग्री दूरी पर है आप दो फेज़ में जाने की पूरी प्रक्रिया से गुजर सकते हैं दो फेज़ से DC और फिर DC से दो फेज़ AC दो फेज़ AC से 3 फेज़ AC इस परिवर्तन का उपयोग करके वापस अब ये परिवर्तन हैं ये मुख्य परिवर्तन हैं जो ग्रिड संयोजन के लिए dq अक्ष नियंत्रण में उपयोग किए जाएंगे अब हम ग्रिड से जुड़े इन्वर्टर तीन फेज़ ग्रिड से जुड़े इन्वर्टर पर वापस जाएंगे और देखेंगे कि कैसे हम इस परिवर्तन को लागू करेंगे